इस पाठ में हम एक अन्य प्राथमिक प्रमेय पर विचार करेंगे जिसमें इस बार करंट स्रोत शामिल हैं मैं उस बंटवारे को करंट स्रोत कहूंगा यह स्पष्ट हो जाएगा कि इसे ऐसा क्यों कहा जाता है मान लीजिए कि हमारे पास कुछ सर्किट है यह कोई भी सर्किट हो सकता है और इसका एक करंट स्रोत है मैंने इस सर्किट पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है यह रैखिक गैर रैखिक कुछ भी हो सकता है और इसमें यह आदर्श करंट स्रोत कहीं जुड़ा हुआ है मान लीजिए कि मूल्य I शून्य है अब यह स्पष्ट है कि यह श्रृंखला में दो समान करंट स्रोतों के बराबर है वास्तव में हम सामान्य रूप से करंट स्रोतों को श्रृंखला में नहीं जोड़ सकते हैं सिवाय इसके कि जब उनके समान मूल्य हों और यदि उनके समान मान हैं तो श्रृंखला संयोजन एक एकल करंट स्रोत के बराबर है अर्थात यदि आपके पास श्रृंखला में शून्य की दो धाराएं हैं तो एक एकल स्रोत होने के बराबर है जो कि श्रृंखला में शून्य है अब इसका क्या मतलब है अगर आप इस मध्य नोड पर विचार करते हैं तो यहां से आने वाली धारा मैं शून्य है और वहां जाने वाली धारा शून्य है और यहां तक कि अगर आपके पास एक तार है जो कहीं और जा रहा है तो मान लें कि यह जुड़ा हुआ धारा किरचॉफ के धारा कानून के कारण शून्य के बराबर होगा क्योंकि यह I नहीं है कि Iशून्य है जो कि 0 होना चाहिए तो अब इसे इस तथ्य के साथ जोड़ दें कि एक आदर्श धारा स्रोत समान धारा प्रदान करेगा भले ही उस पर कितना भी वोल्टेज क्यों न हो हम इसे इस सर्किट में किसी अन्य नोड से जोड़ सकते हैं मान लें कि हमारे यहां कुछ नोड है हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यह करंट 0 है कल्पना कीजिए कि यह कनेक्शन की संख्या के साथ एक नोड है और इस कनेक्शन को बनाने से पहले उन सभी धाराओं का योग शून्य होगा और यह सिर्फ शून्य वर्तकरंट मान जोड़ रहा है तो यह वास्तव में उस नोड पर किरचॉफ के करंट कानून समीकरण में कुछ भी योगदान नहीं दे रहा है तो आप बाकी सर्किट को परेशान किए बिना यह कनेक्शन बना सकते हैं इसलिए संक्षेप में यदि मेरे पास एक सर्किट में एक आदर्श करंट स्रोत है तो मैं सोच सकता हूं कि श्रृंखला में समान मूल्यों के दो आदर्श करंट स्रोत हैं और मध्य बिंदु को सर्किट में किसी भी नोड से जोड़ा जा सकता है क्योंकि इसमें शून्य धारा होती है ये दोनों धाराएं एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं इसलिए इसे शून्य करंट ले जाना होगा तो यह सर्किट में किसी भी अन्य नोड को परेशान नहीं करेगा और ये करंट स्रोत किसी भी वोल्टेज के साथ काम कर सकते हैं जो कि एक आदर्श करंट स्रोत का अर्थ है इसलिए यदि आप इसे किसी अन्य नोड से जोड़ते हैं और वोल्टेज को करंट स्रोत में बदलते हैं तो कुछ नहीं होता है तो इसे करंट स्रोत को विभाजित करने के रूप में जाना जाता है जब आपके पास एक आदर्श करंट स्रोत हो सकता है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि श्रृंखला में दो समान करंट स्रोत होने के नाते और मध्य बिंदु को सर्किट में किसी भी बिंदु से जोड़ते हैं अब इसका क्या उपयोग है तो मान लीजिए कि हमारे पास एक सर्किट है और कुछ नोड है जिसे हम संदर्भ नोड के रूप में समझते हैं अब मेरे पास इस तरह का एक करंट स्रोत है और मैं इसे श्रृंखला में दो स्रोतों में विभाजित करूंगा अब मैं इसे किसी भी नोड से जोड़ सकता हूं और कह सकता हूं कि मैं इसे संदर्भ नोड से जोड़ना चाहता हूं तो फिर मैं इस सर्किट को इस रूप में फिर से तैयार करता हूं मैं कहूंगा कि यह बिंदु 1 और बिंदु 2 था इसलिए बिंदु 1 से हमारे पास एक करंट स्रोत है जो मूल्य के संदर्भ नोड पर जा रहा है I ये सभी मूल्य के हैं वैसे मैं कुछ भी नहीं और बिंदु 2 से हमारे पास एक अन्य करंट स्रोत भी है जो संदर्भ नोड में जा रहा है अब इसमें और उसमें क्या अंतर है इसमें हमारे पास सर्किट के कुछ दो नोड्स के बीच करंट सोर्स होता है इनमें से कोई भी रेफरेंस नोड नहीं होता है इसमें हमारे पास दो करंट स्रोत हैं लेकिन ये करंट स्रोत हैं लेकिन इन करंट स्रोतों में संदर्भ नोड से जुड़े टर्मिनलों में से एक है अब यह पता चला है कि कई मामलों में सर्किट का विश्लेषण करना आसान होता है जब स्रोत संदर्भ नोड से जुड़ा होता है अब हम बिना किसी उदाहरण के इसकी सराहना नहीं कर पाएंगे लेकिन बस मुझसे यह ले लीजिए कि कई × इस तरह के सर्किट का विश्लेषण करना आसान है इसलिए करंट स्रोतों को विभाजित करना सहायक है बस इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए नोडल विश्लेषण पर चर्चा करते हुए मैं बहुत पहले का उदाहरण लेता हूं मेरे पास I 1 I 3 और R 1 1 R 1 2 R 2 2 R 2 3 R 3 3 थे अब मैंने इस तरह के सर्किट पर चर्चा की है अगर यह बिल्कुल यही नहीं है मान लें कि मेरे पास यह करंट स्रोत है मैं इस फ्लोटिंग करंट सोर्स को कॉल करता हूं यदि इसका कोई भी टर्मिनल रेफरेंस नोड से जुड़ा नहीं है तो रेफरेंस नोड यहां खत्म हो गया है अब कृपया इस बिंदु को विराम दें और नोडल समीकरण लिख लें मैं इसे भी लिखने जा रहा हूं और आप केवल अतिरिक्त अभ्यास के लिए परिणामों की तुलना कर सकते हैं इसलिए अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास इस तरह के 1 2 और 3 जैसे नोड्स की औसत संख्या होगी मेरे पास G 1 1 G 1 2 G 1 2 0 G 1 2 G 1 2 G 2 2 G 2 3 G 2 3 0 G 2 3 and G 3 3 G 2 3 V 1 V 2 V 3 नोड 1 में धकेलने वाला कुल करंट जिसे मैं 1 मैं शून्य नोड २ में धकेलने वाला कुल करंट जो कि ० है कुल करंट नोड3 में धकेलता है जो कि I 3 है I शून्य अब मैं इस सर्किट पर करंट स्रोत विभाजन व्यवसाय करता हूं अब मैं इस सर्किट पर करंट सोर्स बिजनेस के बंटवारे को अंजाम देता हूं मैं इसे मिटा दूंगा और श्रृंखला में दो समान करंट स्रोतों को जोड़ूंगा I शून्य और मैं शून्य और यह मध्य नोड मैं संदर्भ नोड से जुड़ता हूं मैंने कहा कि यह उपयोगी हिस्सा है अब आप देखते हैं कि यह करंट स्रोत इस नोड और संदर्भ नोड के बीच है इसलिए यह इसके समानांतर है तो क्या होगा I १ I ० यह नोड ३ और संदर्भ नोड के बीच है और यह I ३ के विपरीत दिशा में है तो इस तरफ I ३ I शून्य होगा और बाकी सर्किट पहले जैसा है अब परिपथ में चालकता बिल्कुल नहीं बदली है उनके पास पहले की तरह ही व्यवस्था है यह नोड 1 2 3 और संदर्भ नोड है तो चालन मैट्रिक्स मूल रूप से समीकरण के बाईं ओर समान रहता है मैं इसे पिछले मामले से कॉपी करूंगा केवल एक चीज जो मैंने बदली है वह है वर्तमान स्रोत अब यहां मेरे पास 3 के बजाय दो करंट स्रोत हैं लेकिन इस दाहिने हाथ की ओर वेक्टर की पहली पंक्ति में मुझे कुल करंट स्रोत को नोड 1 में धकेलना होगा जो कि I 1 I 0 है और नोड 2 के लिए यह 0 है और नोड 3 के लिए यह नोड 3 में धकेलने वाला कुल करंट है जो कि I 3 I 0 है यदि आप यहां वापस जाते हैं तो आप देखते हैं कि यह ठीक उसी तरह के समीकरणों का सेट है जो हमें मिला है तो स्पष्ट रूप से विभाजित करंट स्रोतों के साथ इस सर्किट का समाधान और दूसरे नोड से जुड़ा विभाजन बिंदु मूल सर्किट के समान ही होगा क्योंकि समीकरण समान हैं जिससे कि मेरी बात का पता चलता है कि जब आपके पास एक करंट स्रोत जुड़ा हुआ है किन्हीं दो नोड्स आप सोच सकते हैं कि इसमें दो वर्तमान स्रोतों का एक श्रृंखला संयोजन है और समाधान में बदलाव किए बिना उन के मध्य बिंदु को सर्किट में किसी अन्य नोड से जोड़ सकते हैं अब इस मामले में मैंने इसे संदर्भ नोड से जोड़ दिया है आमतौर पर हम अपने सर्किट विश्लेषण को आसान बनाने के लिए यही करेंगे लेकिन इसे किसी अन्य नोड से जोड़ा जा सकता है वास्तव में आप इसे इस सर्किट के साथ भी आजमा सकते हैं आप इसे किसी अन्य नोड से जोड़ सकते हैं और समीकरण बिल्कुल वही रहेंगे जिसका अर्थ है कि यदि समाधान वही रहेगा और सर्किट में कुछ भी नहीं बदला है